धारा घनत्व से वेक्टर पोटेंशियल 11 पिछले व्याख्यान में हमने विद्युत धारा वहन वाली गोलाकार खोल की वेक्टर पोटेंशियल की गणना की जहां धारा घनत्व K को K sin थीटा phi एकांक सदिश के रूप में दिया गया है जिसे मैं इस तरह लिख सकता हूं K sin थीटा sin फाई विपरीत x दिशा में प्लस K sin थीटा cosine फाई y दिशा में KKsinθKsinθsinϕ xKsinθcosϕ और हमें समाकलन sin थीटा sin फाई भाग r माइनस R जैसे एक समाकलन मिलता है हम फिर से R को थीटा प्राइम और फ़ाई प्राइम के फलन के रूप में लिखते हैं यह भी प्राइम ds प्राइम होना चाहिए और मेरा दावा है कि r से बराबर या अधिक R के लिए यह 4 पाई भाग 3 R घन भाग r वर्ग sin थीटा sin फाई के बराबर है और r से बराबर या कम R के लिए 4 पाई भाग 3 r sin थीटा sin फ़ाई के बराबर है और इसी प्रकार cosine के लिए मैं यह दिखाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल का उपयोग करके इस समाकलन का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है r R ds 4π3R3r2sinθsinϕ r≥R 4π3rsinθsinϕ r≤R इसके लिए हम एक आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण को देखते हैं क्योंकि मैं एक सतह पर समाकलन कर रहा हूं मैं एक पृष्ठीय आवेश वितरण को देखता हूं जो थीटा और फ़ाई पर निर्भरता रखता है और जिसे पता लगाना बहुत आसान है हम x दिशा में एक नियत ध्रुवीकरण P के साथ एक गोला लेते हैं मैं इसे y दिशा में ले सकता हूं मुझे कुछ अन्य निर्भरता मिलेगी इसलिए मैं सिर्फ x दिशा निर्भरता के साथ शुरू करूंगा फिर मुझे पता है कि बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक द्विध्रुव के बराबर है एक बिंदु द्विध्रुव जिसका परिमाण P है या P वेक्टर है जो कि इस गोले के केंद्र में 4 pi भाग 3 R घन P x दिशा में के बराबर है तो यह तथ्य संख्या 1 है तथ्य नंबर 2 वह रो बाउंड है जिसे माइनस P का डाइवर्जेंस 0 द्वारा दर्शाया जाता है हालांकि यहां सिग्मा बाउंड भी है जो P डॉट n है जो इस मामले में P डॉट एकांक सदिश r है तो मैं P लेता हूं जो P x डॉट r है जो मुझे P x डॉट r देता है जो sin थीटा cosine फ़ाई है तो इस स्थिति में बाहर पोटेंशियल सिग्मा बाउंड के कारण है जिसकी निर्भरता sin थीटा cosine फ़ाई पर है और अंदर पोटेंशियल एकसमान क्षेत्र के तदनुरूपी है तो हमें यह भी लिखना चाहिए कि खोल के अंदर या गोले के अंदर पोटेंशियल एकसमान क्षेत्र के लिए है p4π3R3Px b P0 bPnPrPxrPsinθcosϕ इसलिए मैं लिख सकता हूं बाहर मेरे पास V का r है जो कि 1 भाग 4 pi एप्सिलॉन 0 है समाकलन सिग्मा बाउंड r प्राइम जो एक सतह नहीं है r सदिश द्वारा विभाजित किया गया है यह r सदिश माइनस R सदिश होना चाहिए जो सतह पर है जो थीटा प्राइम और फ़ाई प्राइम ds प्राइम का फलन है मैं आपको याद दिला दूं कि ds प्राइम इस सतह पर एक सदिश R द्वारा समाकलन है और R एक सदिश है जहां मैं गणना कर रहा हूं तो R कहीं r जो थीटा और फ़ाई पर निर्भर करता है R एकांक सदिश या बड़ा R थीटा प्राइम और फ़ाई प्राइम है लेकिन यह 1 भाग 4 pi एप्सिलॉन 0 समाकलन P sin थीटा प्राइम cosine फ़ाई प्राइम द्विभाजित मॉडुलस r माइनस R थीटा प्राइम फ़ाई प्राइम ds प्राइम के बराबर है यह पोटेंशियल है परंतु मुझे यह भी पता है कि यह 1 भाग 4 pi एप्सिलॉन 0 P डॉट एकांक सदिश r भाग r वर्ग और P x दिशा में के बराबर है तो यह बन गया 1 भाग 4 pi एप्सिलॉन 0 4 pi भाग 3 R घन बड़ा P sin थीटा cosine फ़ाई भाग r वर्ग इस प्रकार यह पोटेंशियल है r R ds14πiprr214π04π3R3Psinθcosϕr2 आइए अब कुछ पद को रद्द करते हैं दोनों तरफ से P को रद्द करते हुए देखेंगे दोनों पक्षों से 1 भाग 4 pi एप्सिलॉन 0 रद्द होता है और उसके बाद जो बचा है वह है समाकलन sin थीटा प्राइम cosine फ़ाई प्राइम भाग r माइनस R जो थीटा प्राइम फ़ाई प्राइम का फलन है ds प्राइम 4 pi भाग 3 R घन भाग r वर्ग sin थीटा cosine फ़ाई के बराबर है अंदर के बारे में क्या इसलिए यह ds के बाहर बिंदु r से अधिक और बराबर के लिए सख्ती से मान्य है क्योंकि हमने पोटेंशियल के लिए यह समीकरण लिया है जो इसके लिए मान्य है ds4π3R3r2sinθcosϕ तो अब हम अंदर के लिए जाते हैं मेरे पास एकसमान क्षेत्र है अंदर एकसमान क्षेत्र है यदि ध्रुवीकरण P इस दिशा में है और इस क्षेत्र का मान क्या है तो इस क्षेत्र E का मान कुछ नहीं सिर्फ माइनस P भाग 3 एप्सिलॉन 0 विपरीत x दिशा में है और इसलिए पोटेंशियल V r कुछ भी नहीं लेकिन P भाग 3 एप्सिलॉन 0 x है इसका यौगिक x संबंधित लें E P30x VrP30x इसका मतलब है कि अगर मैं इसका ग्रेडियंट लेता हूं तो यह मुझे विपरीत दिशा में जाने वाला एक विद्युत क्षेत्र देता है जिसे मैं इस तरह लिख सकता हूं P भाग 3 एप्सिलॉन 0 r sin थीटा cosine फ़ाई प्लस एक स्थिरांक हो सकता है लेकिन sin थीटा cosine फ़ाई पर निर्भरता जो वास्तव में क्षेत्र की गणना के लिए मायने रखता है ऐसा है और यह फिर से 1 भाग 4 pi एप्सिलॉन 0 समाकलन सिग्मा बाउंड जो कि P sin थीटा cosine फ़ाई प्राइम भाग r माइनस बड़ा R जो थीटा प्राइम फ़ाई प्राइम ds प्राइम का फलन है के बराबर होना चाहिए E P30x VrP30x फिर से हम पद को रद्द करते हैं यह P दोनों तरफ से रद्द होता है यह Epsilon 0 दोनों तरफ से रद्द होता है और फिर इसके साथ जो बचा है वह है समाकलन sin थीटा प्राइम cosine फ़ाई प्राइम भाग R माइनस r थीटा प्राइम फ़ाई प्राइम ds प्राइम जो बराबर है 4 pi भाग 3 r थीटा cosine फ़ाई प्लस C के जहां C सतह पर असंतता द्वारा निर्धारित होगा और अगर आप V को संतत बनाना चाहते हैं तो C उसी से निर्धारित होगा लेकिन थीटा और फ़ाई पर निर्भरता इस r C sin थीटा cosine प्राइम में आती है r R ds4π3rsinθcosϕC अन्य समाकलन के बारे में क्या अब अगर मैं समाकलन sin थीटा प्राइम sine फ़ाई प्राइम भाग r माइनस R जो थीटा प्राइम फ़ाई प्राइम का फलन है ds प्राइम का मूल्यांकन करना चाहता हूं मैं क्या करूंगा मैं इस गोले को लूंगा और इसमें ध्रुवीकरण P होगा जो दिशा y में है तो फिर से P का कर्ल 0 है इसलिए रो बाउंड 0 है लेकिन सिग्मा बाउंड P डॉट n होगा जो सतह से बाहर आ रहा है जो P dot r है जो P y डॉट r है जो इसमें P sin थीटा प्राइम sine फ़ाई हो जाएगा अगर मैं इसके अनुरूप समाकलन की गणना करता हूं और उन्हें P डॉट r भाग r वर्ग पर बराबर करता हूं तो मुझे इस पर समाकलन के लिए समाकलन उत्तर मिलेंगे इसलिए मैं हमेशा इन स्थितियों का पता लगा सकता हूं जहां इलेक्ट्रोस्टेटिक मामले में एक समाकलन पोटेंशियल के समीकरण से मेल खाती है और इसलिए मैं सीधे लिख सकता हूं कि मेरा जवाब क्या होना चाहिए इस समाकलन का अधिक हिस्सा मैं आपको अपने असाइनमेंट में दूंगा